नमस्कार मेकेनोबायोलोजी के परिचय व्याख्यान में आज आपका स्वागत है पिछले व्याख्यान में हमने नाभिक के बारे में चर्चा शुरू की थी जो कोशिका का केंद्र बिंदु है और जो संकेत बिंदु के रूप में कार्य करता है जहाँ जीन की अभिव्यक्ति विभेदन जैसी प्रक्रियाओं के दौरान उत्तेजित होती है इसलिए हमने नाभिक की संरचना के बारे में चर्चा आरंभ कर दी है और इस संदर्भ में हमने आपको प्रोटीन या लमीन्स का परिचय दिया है जो मध्यवर्ती रेशा प्रोटीन हैं जो कार्य करते हैं और लमीन्स लिंक कॉम्प्लेक्स का हिस्सा हैं लिंक का पूर्ण रूप नाभिकीय कंकाल और साइटोस्केलेटन है तो नाभिक में नाभिक में दो झिल्ली हैं आंतरिक नाभिकीय झिल्ली और इस आंतरिक नाभिकीय झिल्ली के नीचे बाहरी नाभिकीय झिल्ली है आपके पास दो लमीन्स नेटवर्क लैमन ए सी और लैमन बी होते हैं बी या तो बी 1 या बी 2 हो सकता है और ए सी स्प्लीस के कारण होता है ए सी जी और बाहर स्प्लीस वेरियंट के कारण होता है आपके पास साइटोस्केलेटन नेटवर्क है जिसके माध्यम से आप नेस्प्रेन्स से जुड़े हुये हैं इस तरह से यह नाभिक के बाहर और नाभिक के अंदर के बीच सीधा संबंध स्थापित करता है इसलिए लमीन्स न केवल हेटरोक्रोमैटिन बांधते हैं यहाँ विभिन्न नाभिकीय आवरण प्रोटीन या नेस्प्रेन्स हैं उदाहरण के लिए एमेरीन सन प्रोटीन आदि ये क्रॉस सिग्नलिंग में भाग लेते है और लिंक कॉम्प्लेक्स बल ट्रांसड्यूसर के रूप में कार्य करता है तो बल इस नेटवर्क के भीतर विभिन्न प्रोटीनों को व्यक्त करने के लिए लमिन सुदृढीकरण का नेतृत्व कर सकता है और क्रोमेटिन स्ट्रेचिंग का कारण बन सकता है अब इस पेपर पर भी चर्चा करते हैं हमने पिछली कक्षा में दिखाया था कि ऊतक के लचीलेपन के आधार पर लमिन एबी अनुपात भिन्न होता है तो इस लमिन ए से बी अनुपात को मोटे तौर पर ई को क्षमता 06 के रूप में माप करने के लिए दिखाया गया है जहां ई ऊतक का लचीलापन है इसलिए उदाहरण के लिए मेसेनकायमल स्टेम कोशिकाओं में उनके पास उच्च लमिन ए से बी अनुपात होता है मांसपेशियों की कोशिकाओं हृदय या फेफड़े की मांसपेशियों में आपके पास लेमन ए से बी अनुपात का मध्यम स्तर होता है जबकि मस्तिष्क की न्यूरोनल कोशिकाओं में और यहां आपके पास कम है जब मैं कहता हूं कि यहाँ पर ए से बी अनुपात 1 से कम है तो मैंने पिछले वर्ग में जो दूसरा पहलू पेश किया था वह यह था कि लमिन फॉस्फोराइलेशन स्केल कठोरता के साथ विपरीत तरीके से आगे बढ़ता है दूसरे शब्दों में कठोर सतहों पर कल्चर की गई कोशिकाओं पर फोस्फोरायलेशन कम होता है तो सीरीन 22 का फॉस्फोराइलेशन कठोर सतहों पर कम है लेकिन नरम मेट्रिसेस पर अधिक है ठीक है इसलिए यदि आप कोशिका के अंदर नाभिक के आकार को देखते हैं तो हम एक भ्रूण स्टेम सेल के बारे में सोचते हैं नाभिक पूरे आयतन के लगभग 90 प्रतिशत हिस्से को कब्जा करता है जबकि एक फ़ाइब्रोब्लास्ट जैसी विभेदित कोशिका में यह 10 से 15 प्रतिशत के क्रम में रहता है जो आप स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं तो एक भ्रूण स्टेम सेल में यह जो नाभिक जैसा दिखेगा यहाँ पर बहुत कम या न के बराबर साइटोस्केलेटल नेटवर्क है तो आपके पास नाभिक है जो एक युग्मक के फाइब्रोब्लास्ट की जगह पर कब्जा करता है केंद्र के सीधे तरफ में नाभिक है और यह बहुत कम जगह लेता है और यह बहुत ज्यादा तनाव में अधिक लंबा है क्योंकि आपके पास साइटोस्केलेटल फाइबर हैं जो वास्तव में नाभिक पर धक्का देते हैं इस संबंध में यह दिखाया गया है कि पेरिन्यूक्लियर एक्टिन कैप्स हैं जो नाभिक को नीचे धकेलते हैं इसलिए नाभिक की विकृति के संदर्भ में कोई कल्पना करेगा कि नाभिक विकृति स्टेम कोशिकाओं में अधिक होगी और ऐसा क्यों है तो एक भ्रूण के लिए हम एक भ्रूण के बारे में बात करते हैं विकृत नाभिक वास्तव में बहुत तेजी से पलायन कर सकता है या बहुत तेजी से दब सकता है इसलिए यह करने के लिए कि कैसे नाभिकीय विकृति स्टेम कोशिकाओं और विभेदित कोशिकाओं के बीच अलग होती है एक सरल प्रयोगात्मक सेटअप का उपयोग किया गया है जो कि माइक्रोपिपेट एस्पिरेशन प्रयोगात्मक सेटअप है तो आप क्या करते हैं आपके पास एक कोशिका होती है जिसमें नाभिक एक पिपेट को एक माइक्रोप्रिपेट लगाता है और आप इस कोशिका को आगे करके दबाव में छोड़ देते है यह एक दबाव अंतर है तो यह एक कोशिका पर निष्काषित करने के बराबर है तो आपके पास जो समय होगा वह कोशिका और नाभिक पर जाता है तो आप क्या ट्रैक कर सकते हैं वह है कोशिका की लंबाई और यह लंबाई है जबकि नाभिक ने मिक्रोपिपेट में प्रवेश किया है तो यह आदर्श रूप से अगर नाभिक अधिक विकृत था तो आपके पास क्या होना चाहिए जब आप एस्पिरेट करते हैं यह कि साइटोप्लाज्म अंदर जाएगा और साथ ही नाभिक भी अंदर जाएगा अब लोगों के समूह ने इस विकृति को एक कार्य के रूप में ट्रैक किया है तो आप एलएनएलसी के अनुपात को विभेदन के कार्य के रूप में ट्रैक कर सकते हैं तो जो दिखाया गया है वह विभेदन के एक कार्य के रूप में है इसलिए शुरू में एलएन द्वारा और आप एलएनएलसी ग्राफ खींचते है इसलिए शुरुआती समय में जब यह बहुशक्ति अवस्था में था यह अनुपात 09 तक था लेकिन जैसे ही कोशिकाओं में अंतर शुरू होते ही तीव्रता से गिरता है और बड़े समय बिंदुओं पर जो 8 दिनों के क्रम का है यह अनुपात 02 तक कम हो जाता है इसलिए यह दर्शाता है कि नाभिक अलग होने के साथ कठोर होता जाता है इसलिए यदि एक नाभिक अलग होने के साथ कठोर होता है तो कोशिका के प्रवसन से क्या सम्बन्ध है आदर्श रूप से एक मुलायम नाभिक का मतलब यह होना चाहिए कि कोशिका अधिक आक्रामक है तो ऐसा क्यों क्योंकि 3 डी मेट्रिक्स में जब कोशिकाएं पलायन कर रही होती हैं तो कोशिका मैट्रिक्स में छिद्रों के माध्यम से घुसकर निकलती है इसलिए अगर मैट्रिसेस बहुत घने होते हैं तो नाभिक का घुसना बहुत मुश्किल है तो फ्रिडल और वुल्फ द्वारा मौलिक सेमिनल seminal अध्ययन किया गया है और फिर उन्होंने दिखाया कि जब एक कोशिका मेट्रिसेस से गुजरती है इसलिए उन्होंने जो किया वह था इसलिए उन्होंने क्या किया कि वे बढ़ती सांद्रता के कोलेजन जैल के माध्यम से सेल प्रवासन को ट्रैक कर रहे थे और उन्होंने क्या दिखाया कि अगर सेल एमएमपीस को स्रावित कर रहा है तो सांद्रता जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सेल एमएमपीस को स्रावित करेगा और वे मैट्रिक्स में छेद करके उसको जगह बना देंगे जो कोशिका को घुसने के लिए काफी बड़े हैं हालांकि एमएमपी अवरोधकों की उपस्थिति में तो जीएम 6001 व्यापक स्पेक्ट्रम एमएमपी अवरोधक है ठीक है तो फिर आपके पास प्रवसन की गति में गिरावट है और छिद्रों के लिए जो कि 10 प्रतिशत से कम अविकसित नाभिकीय क्रॉस सेक्शन हैं तो यहाँ पर पूर्ण प्रवास की रुकावट है इसका मतलब है कि कोशिकाएं पूरी तरह से फंस गई हैं इस सीमा को लेखकों ने नाभिकीय विरूपण सीमा नाम दिया दूसरे शब्दों में नाभिक अपने मूल अविकसित क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र के 10 प्रतिशत से नीचे नहीं जा सकता है तो इस द्रढ़ के साथ यदि आप ल्यूकोसाइट्स या डेंड्राइटिक कोशिकाओं के बारे में सोचते हैं तो उनके नाभिक लमिन ए सी व्यक्त नहीं करते हैं तो यह नाभिक को और विकृत बनाता है जिससे कि ल्यूकोसाइट्स ऊतक के भीतर सभी जगह जा सकते हैं इसलिए यह पता चलता है कि लमीन्स के स्तर के बीच एक संबंध है जो इस नाभिक की कठोरता को निर्देशित करता है और यह इसकी प्रवासन क्षमता को प्रभावित करता है इसलिए यह परीक्षण करने के लिए मैं इस पत्र पर चर्चा करूंगा इसलिए इन लेखकों ने क्या किया कोशिकाओं को लिया गया तीन अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं A549 मेसेनकाइम स्टेम सेल और U251 लीं तो इनका A से B अनुपात अलग है इसलिए A549 के लिए यह 23 है एमएससी का उच्च है इनके पास A से B का अनुपात 8 है और U251 का 08 है तो इन कोशिकाओं में ए से बी अनुपात अलग अलग है जबकि बी अनुपात बी 1 और बी 2 लगभग तुलनात्मक हैं इसलिए उन्होंने पूछा वे स्थानांतरण प्रवासन छिद्रों का उपयोग करते थे जो ये हैं तो ये स्थानांतरण प्रवास आवेषण हैं जिसमें आप शीर्ष पर कोशिका को प्लेट करते हैं जब आप सीरम में एक अनुपात डालते हैं तो यह एक संचित सक्रिय क्यूब के रूप में कार्य करता है जिससे कोशिकाएं निचुड़ती हैं लेकिन यदि ऐसा है तो यदि आप इस तरह से कम करते हैं तो यह आपके छिद्र का आकार है तो अगर छिद्र का आकार नाभिकीय आकार के बराबर है तो आदर्श रूप से कोई अंतर नहीं होना चाहिए लेकिन यदि आपके छिद्रों का आकार 3 माइक्रोन क्रम का दिया गया है तो असली तस्वीर कुछ इस तरह है यह आपकी कोशिका है और यह आपका नाभिक है इन छिद्रों को बनाने के लिए काफी ख़राब करना है इसलिए जो उन्होंने गिना था शीर्ष पर उतनी ही संख्या में कोशिकाएं को प्लेट किया तो यह आपके छिद्रों का सबसे ऊपर का क्षेत्र है यह आपके छिद्रों के नीचे का हिस्सा है और फिर उन्होंने पूछा कि नीचे की कोशिकाओं की संख्या कितनी है और उन्होंने जो पाया वह U251 कोशिकाएं थीं जिनमें सबसे कम लमीन्स ए से बी अनुपात है तो यह एक्स इन कोशिकाओं की यह अधिकतम संख्या है लेकिन एक बार फिर जबकि लमिन ए से बी का अनुपात उच्च है पारगमन में सक्षम है और जो A549 कोशिकाओं के मामले में सबसे कम था तो एक बार फिर से सुझाव है कि जब लमिन ए से बी अनुपात अधिक है तो यह छिद्रों के नीचे नीचे की कोशिकाओं की संख्या है ठीक है इसलिए U251 कोशिकाओं में आपके पास प्रवासन की अधिकतम क्षमता होती है क्योंकि ए से बी अनुपात कम था और ये कोशिकाएं नरम थीं लेकिन उन्होंने जो देखा वह भी तब था जब उन्होंने नीचे के नाभिक में कई नाभिकों को देखा उन्होंने इन ब्लब्स को दिखाया इसलिए छिद्रों के माध्यम से पलायन करने के बाद यह नाभिक का एक नियमित आकार है उनके पास इस तरह के आकार थे तो ये नाभिकीय ब्लब्स के उदाहरण हैं और जो कुछ उन्होंने पाया है वह सामान्य स्थिति ए और बी नेटवर्क में था लमिन ए और बी को साथ किया गया था लेकिन इन नाभिकों में लमीन्स ए और बी का अलगाव या पृथक्करण था तो सबसे पहले न केवल इन कोशिकाओं के नाभिक बढ़े हुए थे बल्कि आपके पास ये विषम आकार के नाभिक हैं और लमीन ए और बी का प्रथक्करण है इसलिए लमीन ए से बी का एक अलगाव केवल 3 माइक्रोन छिद्रों में देखा गया था यह 8 माइक्रोन छिद्रों में नहीं देखा गया था लेकिन छिद्र इतने बड़े हैं कि नाभिक को बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है तो यह दर्शाता है कि कम लमीन ए से बी अनुपात होने के कारण वास्तव में नाभिक को प्रवास करने में मदद मिलती है और प्रवास के दौरान नाभिकीय आकार में महत्वपूर्ण मात्रा में परिवर्तन होता है जो माइग्रेशन प्रक्रिया के साथ संबंध रखता है इसलिए फिर उन्होंने क्या किया उन्होने नाभिक की तुलना की इसलिए यदि आपके पास इस तरह का एक नाभिक आकार है तो आप गोलाई के माप का उपयोग करके आकृति को ट्रैक कर सकते हैं जो 1 का मान देता है तो यह 0 और 1 के बीच का मान है 1 का अर्थ है उत्तम घेरा इसलिए U251 कोशिकाओं में ए से बी लमीन अनुपात पहले और बाद में ऊपर और नीचे के घेराव में कोई बदलाव नहीं हुआ था और अपरिवर्तित बनी हुई थी लेकिन मेसेनकाइमल स्टेम कोशिकाओं के मामले में नीचे की कोशिकाएं बहुत अधिक लम्बी थीं और उन्होंने जो गठन किया वह यह था कि आप इस बदलाव को कठोरता के साथ लमीन ए के स्तर पर ट्रैक कर सकते हैं तो उनके प्रयोगों के आधार पर यह भी सुझाव दिया जाता है कि उन्होंने सुझाव दिया था कि लमीन ए एक चिपचिपा स्पंज की तरह काम करता है और लमीन बी एक लोचदार स्प्रिंग के रूप में कार्य करता है U251 कोशिकाओं में जैसे ही यह विकृत हो जाता है जब आप जाने देते हैं जब वे नीचे आते हैं तो वे तुरंत अपना आकार पुनः प्राप्त कर लेते हैं तो यही कारण है कि उनके पास ए से बी अनुपात 08 था जो 1 से कम है जिसका अर्थ है कि इन कोशिकाओं में लमिन बी काफी अधिक था इन कोशिकाओं में गोलाई में कोई बदलाव नहीं हुआ लेकिन एमएससीस में और साथ ही A459 कोशिकाओं में जिनमें लमिन ए से बी अनुपात ज्यादा था आपने इस नाभिक के आकार में एक सार्थक गिरावट की तो आपके पास इतना यंत्रवत् होता है कि आप संदेह में पड़ जाते हैं कि आप इस नेटवर्क का प्रतिनिधित्व लमिन बी से करेंगे क्षमा करें कि लमिन बी स्प्रिंग होगा और लमिन ए यह डैशबोर्ड होगा इसलिए जब यह लमिन बी नेटवर्क विकृत होता है तो विकृति से हट जाता है क्योंकि यह एक लोचदार या स्प्रिंगनुमा नेटवर्क है तो यह नेटवर्क में प्रतिवर्ती है यह विकृति लमिन ए जो कि एक चिपचिपा स्पंज है जब भी आप इसे विकृत करते हैं तो वह फिर से वापिस नहीं आता है जो आप खो देते हैं मतलब आपके पास है अपरिवर्तनीय विकृति इसलिए आपके पास दो अलग अलग विकृतियां हैं जो वे यह भी देखते हैं कि संख्या में कुछ विषमता है इसलिए जो कि तल वाली हैं जब उन्होंने जांच की इसलिए कि आपके पास शीर्ष कोशिकाएँ और नीचे की कोशिकाएँ हैं और फिर जाँचें कि ऊपर और नीचे की कोशिकाओं की वृत्ताकारता क्या है और उन्होंने पाया कि जो कोशिकाएँ नीचे स्थित थीं उनमें भी लमिन ए का अनुपात शीर्ष की तुलना में कम मात्रा में था ठीक है तो यहां तक कि कोशिकएँ जो पलायन करती हैं इसलिए आपके पास लमिन ए का स्तर के फलस्वरूप 3डी प्रवसन में पृथक्करण होता है तो आप देखेंगे कि जिन कोशिकाओं में लमिन ए की अधिक मात्रा है जो सबसे ऊपर बनी हुई थी उन कोशिकाओं की तुलना में प्रवास नहीं हो पाई जो कि नीचे की ओर चली गई लेकिन कम लमिन ए के स्तरों का एक दर है उन्होंने जो कोशिकाएँ बनाईं उनमें कम मात्रा में लमिन ए को व्यक्त किया था जब कम लमिन ए की अभियक्ति थी तो प्रवासित होने के बाद इन कोशिकाओं में एपोप्टोसिस की प्रवृत्ति भी थी और ऐसा उन्होंने कैसपेस 3 क्लिव्ड कैस्पेज़ 3 के द्वारा साबित किया कोशिकाओं का अनुपात जिसमें सकारात्मक क्लीवेज कैस्पेज़ 3 था इसलिए यह सुझाव देते हुए कि लमिन ए की जरूरत है कम लमिन ए प्रवासन को बढ़ाता है लेकिन यह प्रवासन तनाव को प्रेरित करता है जिसके फलस्वरूप एपोप्टोसिस होता है इससे यह पता चलता है जो यह बताता है कि विकृति के लिए न केवल कम लमिन ए की आवश्यकता है बल्कि कम लमिन ए कोशिकाओं को मृत्यु के लिए अतिसंवेदनशील बनाता है इसलिए लमिन ए की एक सुरक्षात्मक भूमिका है जो नाभिक को क्षति से बचाता है और जो उन्होंने देखा था कि जब उन्होंने लमिन ए को गहराई से दस्तक दी तो तब उन्होंने लमिन ए की siRNA का उपयोग करते हुये गहरी दस्तक दी उन्होंने इन कोशिकाओं में जो पाया वह था कि आपके पास HSP90 हीट शॉक प्रोटीन वह प्रोटीन है जो कि डीएनए को नुकसान या डीएनए के मरम्मत से संबन्धित है HSP90 का डीएनए मरम्मत की अभिव्यक्ति में काफी गिरावट आई थी इसलिए साई लमिन ए HSP90 कोशिकाओं को महत्वपूर्ण गिरावट की ओर ले जाता है तो इन कोशिकाओं को न केवल अधिक डीएनए की क्षति हो सकती है बल्कि वे खुद को ठीक करने की क्षमता भी खो देते हैं तो यह दर्शाता है कि आपके पास एक संबंध है जहां उच्चतर निचले लमिन अधिक प्रवासी क्षमता की ओर जाता है लेकिन यह तनाव के कारण अधिक मृत्यु का कारण भी बनता है तो अनिवार्य रूप से आपको लमिन ए की मात्रा को अनुकूलित करने की आवश्यकता है ताकि आप ख़राब भी हो जाएं और आप पलायन भी कर सकें और आपकी मृत्यु न हो तो इन अवलोकनों के अनुरूप जो पाया गया है वह अधिकांश कैंसर कोशिकाओं में है तो एक अध्ययन था जिसमें इन प्रोटीनों की अभिव्यक्ति की तुलना की गई थी तो कैंसर कोशिकाओं में लिंक प्रोटीन और उनकी अभिव्यक्ति कैसे बदल जाती है और उन्होंने जो पाया वह एमसीएफ 10A एमसीएफ 7 और एमडीए एमडी 231 से तुलना किया और पाया कि यह सामान्य मेमोरी उपकला कोशिकाएं हैं यह कम मेटास्टैटिक है और यह अत्यधिक मेटास्टैटिक है और उन्होंने जो गठन किया है क्योंकि कोशिकाएं अधिक से अधिक मेटास्टैटिक बन गई थीं लिंक प्रोटीन की अभिव्यक्ति कम हो रही थी और इनमें सन 1 सन 2 SUN2 नेस्प्रिन और 2 लमीन एसी शामिल थे इन सभी प्रोटीनों की अभिव्यक्ति कम हो रही थी अब भले ही यह अभिव्यक्ति नीचे जा सकती है बस नाभिक नरम पड़ने के लिए कोशिकाओं को स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है इसलिए आपको अभी भी दिए गए नाभिक की आवश्यकता है तो आपको नाभिक विकृत करने के लिए अतिरिक्त बलों की आवश्यकता होती है तो एक अध्ययन है जिसने हाल ही में प्रदर्शित किया है कि नाभिक स्थानान्तरण के लिए मायोसिन IIB की आवश्यकता होती है और उन्होंने जो दिखाया वह तब था जब उन्होंने IIB को दस्तक दी तब नाभिक की औसत ऊंचाई बढ़ गई तो यह अप्रत्यक्ष संकेत था कि अगर आप मायोसिन IIB को दस्तक देते हैं तो नाभिक के विपरीत यदि आप नाभिक को गिराते हैं यदि नाभिक बड़ा हो जाता है तो यह एक छोटे छिद्र के माध्यम से घुसने के लिए अधिक कठिन होगा और फिर बाद में उन्होंने दिखाया और जो उन्हें बाद में पता चला है कि वहाँ काफी जमा है अगर एक सेल पलायन कर रहा है इसलिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के स्तंभों का उपयोग किया जहां जगह कम हो गई थी और वे एक ईजीएफ ग्रेडिएंट के विपरीत कोशिका के प्रवास को ट्रैक करते हैं और फिर उन्होंने दिखाया कि जब भी नाभिक इन छिद्रों से गुजरने की कोशिश कर रहा था तो आपके पीछे मायोसिन II का संचय था तो आपके पास पीछे में II B है और यह II B जो कर रहा है वह वास्तव में नाभिक को सिकोड़ रहा है यहां तक कि नाभिक को नरम बनाने में मदद करता है आपको अभी भी नाभिक के आगे खींचने के लिए मायोसिन उत्पन्न बलों की आवश्यकता है इसके साथ मैं आज इसको यहां समाप्त करता हूं और इस वर्ग के लिए कई रीडिंग असाइनमेंट हैं यह शारीरिक सीमा का पेपर था जिससे पता चलता था कि नाभिक को 10 प्रतिशत से अधिक विकृत नहीं किया जा सकता है यह वह पेपर था जिसकी मैंने आज ही चर्चा की थी और यह एक हाल ही का पेपर है जो दिखाता है कि मायोसिन II बी नाभिक को आगे खींचने के लिए आवश्यक है इसके साथ मैं आज यहीं रुकता हूँ आपके ध्यान देने के लिए धन्यवाद